आज हम अपनी अभिक्रियाओं की विशाल दुनिया में कार्बनिक यौगिकों की अपनी यात्रा शुरू करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले हमें कुछ सामान्य नियमों को देखना चाहिए जो यौगिकों की अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं और हम प्रकार्यात्मक समूहों की समझ के साथ शुरू करेंगे तो प्रकार्यात्मक समूह को कार्बनिक अणु में परमाणुओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है यह समूहीकरण या दिया गया प्रकार्यात्मक समूह रासायनिक गुणों के एक सेट को प्रदर्शित करता है जो बड़े पैमाने पर बाकी अणु से स्वतंत्र हैं परिणामस्वरूप प्रकार्यात्मक समूहों के रासायनिक व्यवहार की समझ वास्तव में हमें कार्बनिक अणुओं की विस्तृत विविधता की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने की अनुमति देती है तो मुझे पूरे अणु के व्यवहार को जानने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत प्रकार्यात्मक समूहों के व्यवहार का पता है जो अणु में मौजूद हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह विशेष यौगिक उस विशेष प्रकार्यात्मक समूह के लिए रासायनिकअभिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया देगा तो अब स्क्रीन पर आप कार्बनिक यौगिकों के विभिन्न प्रकार्यात्मक समूहों की सूची देखने जा रहे हैं इसलिए उदाहरण के लिए पहला एक अल्केन है तो आप देख सकते हैं कि कार्बन सभी कार्बन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक प्रकार्यात्मक समूहों के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है इसलिए अल्कनेस के लिए हम पहले से ही ऑक्टेन के बारे में बात कर चुके हैं और ऑक्टेन गैसोलीन के मुख्य घटकों में से एक है जो हम अपनी कारों के लिए उपयोग करते हैं अगला प्रकार्यात्मक समूह जो हम जानना चाहते हैं वह है अल्कोहल शराब तो अल्कोहल शराब भी बहुत उपयोग किया जाता है आपने मेथनॉल इथेनॉल आइसोप्रोपैनोल के बारे में सुना होगा रबिंग अल्कोहल जो कि दवा में उपयोग किया जाता है जो आइसोप्रोपैनोल है यहाँ दिए गए उदाहरण में इथेनॉल है जो शराब है जिसे लोग पीते हैं अब यहां संयोजन को देखें कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो यदि आपके पास यह संयोजन है तो आपके पास शराब अल्कोहल की प्रकार्यक्षमता है अगला प्रकार्यात्मक समूह जो हम जानना चाहते हैं वह है अल्किन्स तो अल्किन्स कार्बन कार्बन दोहरे बंधन वाले यौगिक हैं ठीक है इसलिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच पाई बंधन है एथिलीन दिया गया उदाहरण है और एथिलीन का उपयोग अक्सर टमाटर के पकने वाले एजेंट या टमाटर के रूप में किया जाता है केला कच्चे फल को एथिलीन की मदद से पकाया जाता है अगला ईथर है अब ईथर है जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ी कार्बन की प्रकार्यक्षमता है और यह ऑक्सीजन फिर से दूसरे कार्बन से जुड़ी है ठीक तो उस R O R या R का अर्थ है किसी भी अल्किल का समूह ठीक तो एक ऑक्सीजन से जुड़ा अल्किल समूह और फिर एक अन्य अल्किल समूह आमतौर पर एक ईथर है अगला प्रकार्यात्मक समूह जिसे आप जानना चाहते हैं एक एल्काइन और एल्काइन का कार्बन कार्बन त्रिकआबंध है जिसमें अब त्रिकआबंध बीच में या अणु के अंत में हो सकता है लेकिन इसके लिए एक कार्बन कार्बन त्रिकआबंध होना चाहिए जिसे एल्काइन कहा जाता है और एसिटिलीन बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्काइन में से एक है जिसका उपयोग धातुओं की वेल्डिंग प्रक्रिया में किया जाता है अल्कोहल की तरह ही एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह थाऑल है तो OH की प्रकार्यक्षमता वाले अल्कोहल के बजाय थियोल की SH की प्रकार्यक्षमता है और यहां ईथेनेथिओल के रूप में दिए गए थियोल उदाहरणों में से एक है इसलिए CH3CH2SH सही अगला जो हमें पता होना चाहिए वह एरोमेटिक छल्ले के बारे में है तो बेंजीन रिंग भले ही ऐसा लगता है कि यह सब सिर्फ दोहरे बंधन या प्रत्यावर्ती दोहरे बंधन से बना है एरोमेटिक समूह या एरोमेटिक छल्ले की प्रकार्यक्षमता कार्बन कार्बन दोहरे बंधन यौगिक से बहुत अलग है इसलिए जब हम अभिक्रियाओं को देखते हैं तो हम एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रियाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं जो अल्कीन से अलग है और हम जानेंगे कि क्यों हम अभिक्रियाओं को लेते हैं तो टोलूइन यहां दिया गया उदाहरण है यह एक बहुत ही जाना माना आम विलायक है जिसका उपयोग किया जाता है वास्तव में अधिकांश दवा के अणु या दवाइयाँ या अधिकांश पेंट्स जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देखते हैं उसमें एक एरोमेटिक छल्ला होगा और वापस जाना और कुछ संरचनाओं को देखना और यह पता लगाना कि ये सब प्रकार्यात्मक समूह कहाँ हैं अच्छा होगा अगले सल्फाइड है तो आपके पास एक C S C है तो ईथर की तरह अब यह एक सल्फर ईथर है इसे आप कह सकते हैं या एक सल्फाइड जो कार्बन सल्फर और कार्बन बंधन है इस पाठ्यक्रम में हम मुख्य प्रकार्यात्मकताओं में से एक कार्बन हलोजन बंधन के बारे में सीखेंगे तो आपके पास एक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन से जुड़ा एल्काइल समूह है जो मुख्य रूप से कुल मिलाकर एक एल्काइल हैलाइड है तो यहां एल्काइल हैलाइड के लिए दिए गए उदाहरणों में से एक है फ्रीऑन और फ्रीऑन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो वास्तव में पृथ्वी के आसपास ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि पहले रेफ्रिजरेंट प्रशीतक फ्रीऑन का उपयोग करते थे लेकिन अब हमने ओज़ोन परत के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए फ्रीऑन को रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में उपयोग करना बंद कर दिया है अगला प्रकार्यात्मक समूह अमीन है तो इस मामले में आपके पास एक कार्बन है जो एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और जिसे किसी भी R समूह से जोड़ा जा सकता है या जब मैं कहती हूं कि R समूह मैं एल्काइल समूहों की बात कर रही हूं तो यहाँ उदाहरण के लिए एथिलमाइन अमीनस के लिए दिए गए उदाहरणों में से एक है अब हम कुछ ऐसे प्रकार्यात्मक समूहों को देखने जा रहे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन दोहरे बंधन हैं इसलिए आप पूरी संयोजन को देखना चाहते हैं तो जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो आपके पास जो कार्बन होता है वह कार्बन से जुड़ा कार्बन होता है जोकि ऑक्सीजन के साथ दोहरे बंधन में है और कार्बन दोहरे बंधन वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है इस C O को अक्सर कार्बोनिल समूह कहा जाता है इसलिए जब कार्बोनिल में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वह एल्डिहाइड बन जाता है सबसे ज्ञात एल्डीहाइड्स में से एक फॉर्मलाडेहाइड है जिसका उपयोग जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है या यहाँ इस मामले में उदाहरण एसिटाल्डीहाइड का दिया गया है फिर आप CO के संयोजन को सीधे हाइड्रोजन से देख सकते हैं कार्बोनिल यौगिक का एक अन्य प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है अब केटोन्स के मामले में आपके पास कार्बोनिल यौगिकों से जुड़े दो अल्किल समूह हैं तो इस मामले में आपके पास CH3COCH3 है जो एक एसीटोन अणु है और एसीटोन मुख्य रूप से एक औद्योगिक विलायक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है लेकिन एसीटोन का एक उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में भी है आप एसिड एनहाइड्राइड भी देख सकते हैं आप एस्टर भी देख सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड में एक प्रकार्यक्षमता होती है जैसे कि दो कार्बोनिल समूह C O ऑक्सीजन की सहायता से जुड़े होते हैं यहां एक उदाहरण के रूप में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया है एस्टर अगला प्रकार्यात्मक समूह है अब एस्टर में जो हमारे पास है वह ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बोनिल समूह है लेकिन यह ऑक्सीजन किसी अन्य अल्किल समूह या R समूह से भी जुड़ा हुआ है तो यह RCOOR है तो इस मामले में एस्टर का उपयोग आमतौर पर भोजन या कैंडी में सुगंध के रूप में किया जाता है अगला प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्जिलिक अम्ल प्रकार्यात्मकता है तो अब कार्बोक्जिलिकअम्ल जैसा कि आप जानते हैं कि अम्लीय प्रकार्यक्षमता है तो यह एक CO OH से जुड़ा होगा ठीक है तो कार्बोक्जिलिकअम्ल मुख्य ज्ञात अम्ल में से एसिटिकअम्ल है जो सिरका में मौजूद है जो हम सभी अपने भोजन में उपयोग करते हैं अगला वाला एमाइड है तो अमाइड्स में CO N है ठीक है तो C दोहरा बंधन O जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बोनिल समूह है ठीक है तो अमीन के मामले में याद रखें कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था अब आपके पास कार्बोनिल समूह के मामले में नाइट्रोजन से जुड़ा CO है अगले अम्ल क्लोराइड है CO Cl और उसके बाद एक नाइट्राइल या साइनाइड है आपने पोटेशियम साइनाइड के बारे में सुना होगा तो CN को साइनाइड प्रकार्यक्षमता कहा जाता है मैं इन सभी प्रकार्यात्मक समूहों के ऊपर क्यों गई यह सही है कि यह प्रत्येक प्रकार्यात्मक समूह की संरचना को पहचानने के लिए अच्छा समय होगा और फिर उन्हें याद रखने में सक्षम होने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आप देखेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह वास्तव में यह निर्धारित करता है कि किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया में अणु कीअभिक्रिया से गुजरता है इसलिए विभिन्न अणुओं को देखना अच्छा होगा आप वास्तव में गूगल खोज कर सकते हैं या आप अपने आस पास बहुत सारे रासायनिक यौगिकों के साथ आ सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उस अणु में कौन से प्रकार्यात्मक समूह मौजूद हैं आमतौर पर आप देखेंगे कि कई प्रकार्यात्मक समूह जटिल अणु में मौजूद हैं जो आप वास्तव में अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो प्रकार्यात्मक समूहों के ज्ञान से परिचित होना अच्छा होगा जैविक अभिक्रियाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने में अत्यधिक प्रभावी अन्य उपकरण वास्तव में एसिड बेस अम्ल आधार रसायन है कई कार्बनिक अभिक्रिया तो स्वयं में एसिड बेस अम्ल आधार अभिक्रिया हैं या वे मध्यवर्ती चरण में एसिड बेस अम्ल आधार कटैलिसीस को शामिल करती हैं तो कहीं न कहीं क्रियाविधि में आपको किसी प्रकार का एसिड बेस अम्ल आधार प्रतिक्रिया होती दिखाई देगी इस प्रकार कार्बनिक अभिक्रियाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने के एसिड बेस अम्ल आधार पर एक अच्छी समझ होना आवश्यक है एसिड बेस अम्ल आधार की पहली परिभाषा को वास्तव में अर्नहेनियस द्वारा आगे रखा गया था और मैं वास्तव में यहाँ संशोधित कर रही हूं कि आपने अपने 2 में क्या सीखा है लेकिन चलो फिर से इसे पूरा करते हैं तो अर्नहेनियस परिभाषा के अनुसार एसिड अम्ल पदार्थ है जो H का उत्पादन करने के लिए पानी में घुल जाता है तो मैं वास्तव में नीचे लिख सकती हूं HCl जमा पानी मुझे Cl प्लस H3O देगा सही तो यहाँ एसिड अम्ल जो कि HCl है पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है जो आधार है जोकि H बनाएगा जो वास्तव में H3O और Cl बनाने के लिए पानी के साथ संयोजन कर रहा है इसलिए अरहेनियस परिभाषा के अनुसार एसिड अम्ल को आधार के साथ अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है एसिड अम्ल केवल पानी में घुलने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है यदि आप वास्तव में इस अभिक्रिया के डेल्टा G ΔG को देखते हैं तो ΔG जो वास्तव में हमें इस बारे में बताता है कि क्या अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं इस अभिक्रिया का ΔG माइनस 40 किलो जूल प्रति मोल के आसपास था जिसका अर्थ है कि अभिक्रिया अत्यधिक अत्यधिक सहज है जैसे ही आप HCl को पानी में डालते हैं यह जल्द ही Cl और H3O बन जाता है तो यह वास्तव में स्वतः अभिक्रिया है लेकिन यदि आप गैसीय चरण में ही अभिक्रिया करते हैं तो ΔG वास्तव में प्लस 1300 किलो जूल के करीब जाता है अब जब ΔG धन है तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया सहज नहीं है और वास्तव में उच्च ΔG की आप कल्पना कर सकते हैं कि गैसीय चरण में HCl और पानी वास्तव में एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं करते हैं जैसे वे तरल चरण में करते हैं इसलिए अरहेनियस वास्तव में यह भविष्यवाणी करने में सही था कि अम्ल पानी के साथ प्रतिक्रिया करें ताकि प्रोटोन जैसे H को निकाल सके ताकि अम्लता हो किसी भी अणु को एसिड अम्ल के रूप में व्यवहार करने की क्षमता वास्तव में प्रोटॉन को आसानी से दान करने या पानी में भंग करने की क्षमता पर निर्भर करती है एसिड अम्ल और आधार की अगली परिभाषा ब्रॉन्स्टेड और लोरी द्वारा दी गई थी तो ब्रोंस्टेड और लोरी ने परिभाषित किया कि किसी भी अणु या आयनों को प्रोटॉन के हस्तांतरण द्वारा अंतर रूपांतरित किया जा सकता है वास्तव में संयुग्मित एसिड संयुग्मित आधार जोड़ी के रूप में कहा जाता है सही इसलिए हम विशेष अभिक्रिया को देखने जा रहे हैं हम फिर से वही उदाहरण लेंगे इसलिए यहां मैं HCl लेने जा रही हूं जैसा कि मैंने कहा कि इसे जलीय चरण में होना है साथ ही H2O जो तरल चरण में है यह मुझे देने वाला है Cl जो जलीय है प्लस H3O वह भी जलीय चरण है ठीक है तो ब्रोंस्टेड और लोरी ने वास्तव में कहा कि HCl यहां एसिड अम्ल बनने जा रहा है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करने वाला है जो आधार है ठीक है अब यह परिणाम के रूप में क्या करता है एसिड अम्ल संयुग्म एसिड और संयुग्म आधार की जोड़ी बनाने जा रहा है तो अब यह पता लगाएं कि इस Cl और H3O में से कौन सा संयुग्म अम्ल है कौन सा संयुग्मित आधार है तो ऐसा करने के लिए आपको बस अभिक्रिया को पीछे से होते हुए सोचना होगा अब जैसे अभिक्रिया पीछे की ओर जाति है जो अणु है जो एसिड अम्ल के रूप में कार्य करने वाला है वह वह अणु है जो प्रोटॉन को छोड़ सकता है तो इस मामले में हमारा संयुग्मि एसिड अम्ल H3O है जबकि Cl मेरा संयुग्मन आधार बन जाता है क्योंकि इसे HCl को फिर से बनाने के लिए प्रोटॉन को हथियाना पड़ता है तो यह संयुग्म आधार के रूप में कार्य करने वाला है कार्बनिक रसायन विज्ञान में जिन मुख्य चीजों का हम पालन करते हैं उनमें से एक को घुमावदार तीर संकेतन कहा जाता है तो घुमावदार तीर वास्तव में एक विशेष अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अब हमारे लिए इस विशेष प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें अब घुमावदार तीरों को आकर्षित करना चाहिए तो मैं HCl कर्षित करने जा रही हूं और मैं H2O को आकर्षित करने जा रही हूं H2O के रूप में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की एकाकी जोड़ी है या इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी जोड़ी हैं अब घुमावदार तीर प्रतिनिधित्व को इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी या एक न्यूक्लियोफाइल या ऋण आवेश से शुरू करना होगा ठीक है इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक उदाहरण पर जाने वाली हूं तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी या ऋण आवेश से शुरू करना होगा तो मैं ऑक्सीजन पर एक एकाकी जोड़े से तीर शुरू करने जा रही हूं और मैं तीर को कर्षित करने जा रही हूं जैसे कि यह जाता है और इस विशेष प्रोटॉन पर आक्रमण करता है अब याद रखें कि यदि आप तीर को उल्टी दिशा में खींचते हैं तो यह एक गलत तीर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऑक्सीजन की ओर नहीं बह रहे हैं हालांकि अंत उत्पाद में ऐसा लग सकता है कि प्रोटॉन और ऑक्सीजेंस ने बंधन बनाया है तीर को इलेक्ट्रॉनों से धन आवेश या इलेक्ट्रॉनों से प्रोटॉन की तरफ खींचने की आवश्यकता है तो आप इस तरह से तीर खींचने जा रहे हैं अब HCl में हाइड्रोजन दो चीजों के साथ बंधन नहीं बनाना चाहता है H2O के साथ साथ क्लोरीन के साथ भी बंधन नहीं बनाना चाहता है इसलिए यह क्या करता है यह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को वापस उसी में छोड़ देता है वैसे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंधन अत्यधिक ध्रुवीकृत बंधन है जैसे कि क्लोरीन खींच रहा है खुद की ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को सही तो इस विशेष प्रोटॉन के लिए क्लोरीन के बंधन के इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को छोड़ देना आसान है जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बंधन टूटने वाला है तो क्या होने जा रहा है यह Cl बनाने जा रहा है ठीक है अब क्लोरीन जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी एकाकी जोड़ी में 7 इलेक्ट्रॉन थे अब दो और इलेक्ट्रॉनों के साथ यह क्लोराइड है पूर्ण ऑक्टेट और आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच नया बंधन बनने जा रहा है ठीक है इसके पास अभी भी एकाकी जोड़ी है अब यदि आप इसे नियमनिप्ष्ठ आवेश देते हैं तो आप देखेंगे कि उस ऑक्सीजन पर नियमनिप्ष्ठ आवेश से अधिक होना चाहिए ठीक है तो यह है कि आप किस तरह से रासायनिकअभिक्रिया का प्रतिनिधित्व धकेलने वाले तीर से करेंगे यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने तीर को अभी आगे बढ़ाने में महारत हासिल करें ताकि एक बार जब हम बहु कदम अभिक्रियाओं पर जाएं तो आप बिना किसी गलत कदम के उन चरणों के लिए तीर खींच सकें हम यहां एक और उदाहरण लेंगे इसलिए हम पानी प्लस NH4 लेने जा रहे हैं ठीक है इसलिए मेरे पास यहां एक अमोनियम आयन है ठीक है तो हम पानी और अमोनियम आयन के बीच अभिक्रिया को तीर से बनाने जा रहे हैं ठीक है अब हम जो शुरू करते हैं फिर से तीर इलेक्ट्रॉनों या एकाकी जोड़ी से शुरू होता है और ऋण आवेश और धन आवेश या प्रोटॉन के पास चला जाता है तो इस मामले में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं 4 तो यह प्रोटॉन पकड़ने वाला है जैसा कि यह प्रोटॉन परआक्रमण करता है कि प्रोटॉन दो संस्थाओं के साथ बंधन नहीं बनाना चाहता है तो यह क्या करता है यह इलेक्ट्रॉनों को वापस NH4 को देता है और परिणाम में क्या होता है आपके पास H3O और NH3 का उदय होता है ठीक है तो ये कुछ उदाहरण हैं अपने तीर को आगे धकेलने का अभ्यास करें अब हम ब्रोंस्टेड लोरी Bronsted - Lowry आधार के विभिन्न प्रकारों पर जल्दी से नज़र डालेंगे जहाँ पर दो या अधिक रिसेप्टर साइट हैं तो इस मामले में पानी में केवल एक रिसेप्टर साइट है जो की ऑक्सीजन है लेकिन क्या होता है जब आपके पास एक से अधिक रिसेप्टर साइट हो तो हम एसिटिक अम्ल और H2SO4 के बीच हो रहे अभिक्रिया को देखते हैं तो हम एसिटिक अम्ल को देखने जा रहे हैं जो इस तरह दिखता है और H2SO4 जो इस तरह दिखता है ठीक है जब हम इस विशेष अभिक्रिया को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों अणु वास्तव में हैं दोनों अणु एसिडअम्ल के रूप में कार्य कर सकते हैं और आधार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखना कि H2SO4 जो प्रबल अकार्बनिक एसिड अम्ल है या खनिज एसिड अम्ल शायद आधार के रूप में व्यवहार करने वाला नहीं है तो हम क्या करने जा रहे हैं हम एसिटिक एसिड अम्ल को आधार बनाने जा रहे हैं जो इस H2SO4 पर आक्रमण करेगा अब सवाल उठता है कि हम दोनों में से किस ऑक्सीजेन से शुरू करें तो मुझे अभी इन ऑक्सिजन में से एक को रंगने दो ठीक है तो उनमें से एक लाल ऑक्सीजन है दूसरा काला और सफेद ऑक्सीजन है इसमें से कौन सा प्रोटॉन पर आक्रमण करेगा यही तो प्रश्न है तो मैं क्या करने जा रही हूं मैं इस प्रोटॉन के साथ आक्रमण करूंगी और आप इस विशेष संरचना को बनाएंगे या यदि हम इसे दूसरे प्रोटॉन के साथ हमला करेंगे मुझे केवल संदर्भ के लिए एक रंगीन तीर खींचना है अगर हम इसे इस अन्य प्रोटॉन के साथ आक्रमण करते हैं तो आप इसे बनाएंगे तो अब सवाल यह है कि इन दो परिदृश्यों में से एक A या B वास्तव में मौजूद है सही ठीक हैतो जो हमें देखने की जरूरत है वह यह है कि उत्पाद क्या है और हमें यह देखना होगा कि उत्पाद स्थिर है या नहीं उत्पाद की स्थिरता को परिभाषित करने के लिए हम अनुनाद संरचनाओं को देखने जा रहे हैं तो इस मामले में अगर मैं इस के लिए अनुनादी संरचना खींचती हूं तो मैं इस तरह देख सकती हूं ठीक है जहां यह ऊपर जाता है ठीक है इसकी एक और अनुनादी संरचना भी है जब यह ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉनों को डालता है ठीक है अतः अणु A में वास्तव में दो अनुनादी संरचनाएं हैं जिसके साथ वह काम कर सकता है सही जबकि यदि आप B को देखते हैं तो इस अणु के लिए अनुनाद संरचनाएं संभव नहीं हैं फिर से अनुनाद संरचनाओं में वापस जाकर आप याद कर सकते हैं कि अनुनाद संरचनाओं को खींचने के लिए हमें केवल पाई इलेक्ट्रॉनों या गैर बंधन इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने की अनुमति है तो हम वास्तव में अनुनादी संरचनाओं को कर्षित करने के लिए सिग्मा बंधन नहीं तोड़ सकते तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि A अनुनादी संरचनाओं के एक जोड़े को जन्म देता है और इसलिए यह अधिक स्थिर है तो इसका ऑक्सीजन के साथ आक्रमण करना सही होगा तो जब मुझे एसिटिक एसिड अम्ल की क्षारकता का अनुमान लगाना होगा तो मैं कहूंगी कि एसिटिक एसिड अम्ल के मामले में अधिक क्षारकीय ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन है यह वह ऑक्सीजन है जो कार्बोनिल समूह से जुड़ी है ठीक है तो अब हमें एसिड अम्ल वियोजन स्थिरांक पर एक नजर डालनी चाहिए और आपने इनके बारे में भी सुना होगा या इनके बारे में सीखा होगा लेकिन अब हम इन्हें कार्बनिक यौगिक के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं तो किसी भी एसिड अम्ल की ताकत एक संतुलन स्थिरांक द्वारा दर्शायी जाती है तो मैं एक ही अभिक्रिया लेने जा रही हूं HCl H2O ⇋ Cl H3O तो यह हमारी अभिक्रिया है अब K संतुलन जो इस विशेष अभिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक है अभिकारकों पर उत्पादों की सांद्रता द्वारा दिया जाता है इसलिए Keq Cl H3O HCl H2O अब यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो जिस तरह से हमने इस अभिक्रिया को अंजाम दिया है वह यह है कि हमने पानी का हिस्सा लिया है और हमने इसमें थोड़ी मात्रा में HCl मिलाया है इसलिए यदि आप वास्तव में देखते हैं कि अभिक्रिया के दौरान पानी की सांद्रता पानी का बड़ा जग है तो यह वास्तव में नहीं बदला है ठीक है तो हम कह सकते हैं या हम पानी की इस विशेष सांद्रता को स्थिर कह सकते हैं ठीक और हम इसे दूसरी तरफ ले जा सकते हैं तो मेरे पास होगा Keq H2O Cl H3O HCl Keq गुना पानी की सांद्रता को इस शब्द को Ka भी कहा जाता है Ka Keq H2O Cl H3O HCl तो जो एसिडअम्ल वियोजन स्थिरांक है और यह एसिड अम्ल वियोजन स्थिरांक acid dissociation constant कार्बनिक और खनिज एसिडअम्ल सहित कई एसिडअम्ल के लिए निर्धारित किया गया है और जो मुख्य रूप से भविष्यवाणी करता है किएसिडअम्ल प्रबल एसिडअम्ल या दुर्बल एसिड अम्ल के रूप में व्यवहार करने वाला है तो Ka को जानना वास्तव में महत्वपूर्ण है लेकिन अगर आप वास्तव में इन Ka मूल्यों को देखते हैं तो उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है तो उदाहरण के लिए एसिटिक एसिडअम्ल का Ka लगभग 18 X 10 5 है सही है तो यह वास्तव में बहुत कम है क्योंकि एसिटिक एसिडअम्ल बहुत दुर्बल एसिड है यह पानी में वियोजित नहीं होता है तोअगर मेरे पास पानी में एसिटिक एसिड अम्ल 100 अणु हैं तो शायद ही उनमें से एक एसिटेट और H बनाने के लिए वियोजित हो जाएगा जबकि HCl के मामले में लगभग सभी HCl अणु वियोजित होने जा रहे हैं तो यह मुझे दुर्बलएसिडअम्ल और प्रबल एसिडअम्ल के बीच का अंतर बताता है अधिकांश कार्बनिक अम्ल बहुत दुर्बल अम्ल होते हैं वास्तव में एसिटिक एसिड अम्ल प्रबल कार्बनिक एसिडअम्ल में से एक है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अन्य सभी कार्बनिक अणु वास्तव में दुर्बल हैं जिसका अर्थ है कि एसिड अम्ल वियोजन स्थिरांक भी बहुत कम है और जिन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होने वाला है इसलिए रसायनज्ञ पैमाने के साथ आए हैं जो कि pKa है या नया शब्द जिसे pKa कहा जाता है pKa log Ka यह सिर्फ सुविधा के लिए है यह पूरी तरह से कोई कारण नहीं है कि हम Ka के साथ काम नहीं कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तो हम Ka के साथ भी काम कर सकते हैं लेकिन बहुत कम संख्या को याद रखने से बचने के लिए यह वास्तव में इसके ऋण लॉग को याद रखना बेहतर हो सकता है जिससे कि यह आसान हो जाता है याद करने के लिए तो अब हम जो देखने जा रहे हैं हम एसिटिक एसिडअम्ल को देखने वाले है तो एसिटिक एसिडअम्ल जैसा कि मैंने कहा कि प्रबल कार्बनिक एसिड अम्ल में से एक है तो एसिटिकएसिड अम्ल में 5 के करीब pKa होता है ठीक दूसरी ओर हमें एक बहुत ही दुर्बल एसिड अम्ल लेना चाहिए इसके लिए हम मीथेन लेते हैं तो मैं सुविधा के लिए आपके प्रबल एसिडअम्ल और दुर्बल एसिडअम्ल को लिखने जा रही हूं मीथेन शायद सबसे दुर्बल एसिड अम्ल में से एक है ठीक है तो मीथेन प्रोटॉन को दे देना पसंद नहीं करता है और CH3 बन जाता है इसलिए मीथेन में 50 से अधिक या 50 से अधिक के करीब pKa है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं प्रबल एसिडअम्ल में कम pKa होता है जबकि दुर्बल एसिडअम्ल में उच्च pKa होता है ठीक है तो यह जानना अच्छा होगा कि दिए हुए pKa से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एसिडअम्ल प्रबल या दुर्बल है इसलिए याद रखने वाली अच्छी चीजों में से एक यह है कि प्रबल एसिडअम्ल में कम pKa और दुर्बल एसिडअम्ल में उच्च pKa है तो अब मैं जो देखना चाहती हूं वह एक सूची है इस सूची में आप अलग अलग प्रकार्यात्मक समूहों के अलग अलग pKa देख सकते हैं और मैं इस pKa चार्ट का संदर्भ कैसे दूंगी क्योंकि यह pKa चार्ट जैविक रसायन अभीक्रियाओं के परिणामों का अनुमान लगाने में बहुत मददगार है तो अब हम इस विशेष पहले अणु को यहाँ देखते हैं यह H3O का pKa है जो माइनस 1 के करीब है एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ वह यह है कि इस चार्ट में pKa सटीक नहीं है उदाहरण के लिए एसिटिक एसिडअम्ल का pKa पूरा 5 नहीं है यह 476 के करीब है लेकिन 476 वास्तव में याद करने के लिए मुश्किल है और आप इसके बाद समझेंगे कि आपको एसिडअम्ल और संयुग्म एसिडअम्ल के सटीक pKa को जानने की आवश्यकता नहीं है परिणाम का अनुमान लगाने के लिए हम बॉलपार्क नंबर जानना चाहते हैं कुछ ऐसा जो हमें लगभग संकेत देगा कि एसिडअम्ल या संयुग्म एसिडअम्ल का pKa क्या है इसलिए इस सूची के सभी नंबर सटीक नहीं हैं वे जो हैं उसके करीब हैं दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूं वह इस तरह के अणुओं के बारे में है जो हमारे पास इस सूची में हैं तो यदि आप देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन दिखेंगे प्रोटॉन का अर्थ है कि हाइड्रोजन परमाणु जो एसिड बेस अम्ल आधार अभिक्रिया में निकल रहा है सही है तो पहले में हमारे पास है H3O जिसमें माइनस 1 के लगभग pKa होगा और दूसरा एसिटिक एसिडअम्ल होगा जिसमें लगभग 5 का pKa होगा अब एसिटिक एसिडअम्ल रेखांकित प्रोटॉन को देखें यह विशेष रूप से प्रोटॉन एसिड बेस अम्ल आधार अभिक्रिया में घटाया जाता है तो जब आप सूची का संदर्भ लें तो कृपया प्रत्येक और हर एक प्रोटॉन को देखें जो रेखांकित है हम उस विशेष प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं ना कि कोई अन्य प्रोटॉन जो इस विशेष अणु में है इसलिए उदाहरण के लिए यहां मेरे पास फिनोल अणु है और हम O H pKa के बारे में बात कर रहे हैं उस O H में प्रोटॉन हम उस के pKa के बारे में बात कर रहे हैं याद रखें वहां अन्य हाइड्रोजेन हैं लेकिन वह हाइड्रोजन नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए उन सभी के एरोमेटिक कार्बोन पर हाइड्रोजेन हैं हम उस विशेष प्रोटॉन का उल्लेख नहीं कर रहे हैं हम O H प्रोटॉन का उल्लेख कर रहे हैं अगली बात जो मैं बताना चाहती हूं वह यह है कि यह सूची बहुत समान अणुओं की pKa का अनुमान लगाने में बहुत सहायक है तो उदाहरण के लिए यदि आपको कल प्रोपोनिक एसिडअम्ल का pKa पूछा जाता है जो एसिटिकएसिडअम्ल से एक अधिक कार्बन होता है प्रोपोनिक एसिडअम्ल का pKa लगभग 5 के आसपास होने जा रहा है ठीक है आप निश्चित रूप से pKa का अनुमान लगा सकते हैं कि यह pKa एसिटिक एसिडअम्ल से अधिक या कम होगा लेकिन आपको प्रोपोनिक एसिडअम्ल के pKa के बारे में ठीक से जानने की आवश्यकता नहीं है आप इसे हमेशा संदर्भित कर सकते हैं की एसिटिकएसिडअम्ल में 5 pKa होता है प्रोपियोनिक एसिडअम्ल में भी 5 के करीब pKa ही होगा तो यह मददगार हो जाता है क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसी सूची है जो कि अधिकांश कार्बनिक अणुओं के लिए बॉलपार्क रेंज में pKa बताता है तो उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह विशेष कार्बन CO और फिर R समूह से जुड़ा हुआ है R का अर्थ है कोई भी अल्किल समूह है सही तो यह कीटोन है अधिकांश कीटोन्स में 20 के करीब pKa होगा बेशक मैं इसे सही तरीके से संशोधित कर सकती हूं और फिर भी pKa 20 के करीब होगा यह 21 तक जा सकता है यह 19 तक जा सकता है लेकिन यह 20 के करीब बॉलपार्क में होगा सही तो जब आप इस सूची का उल्लेख कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सूची को पढ़ना जानते हैं पहली बात रेखांकित प्रोटॉन है दूसरी बात यह है कि हम वास्तव में किस प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो अगर मैं आपको जटिल अणु देती हूं और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इस विशेष प्रोटॉन का pKa क्या है यह 10 होगा क्योंकि यह ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है आप यहां समान स्थिति देखते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है जो बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है तो मेरे पास यह विशेष प्रोटॉन है जिसका 10 के करीब pKa है यह उच्च या निम्न हो सकता है लेकिन बॉलपार्क रेंज में लिखें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस विशेष प्रोटॉन का pKa यहाँ क्या है अब वह प्रोटॉन कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है ठीक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है और कार्बन फिर से एक और कार्बन से जुड़ा है जो CO का है तो यह pKa 20 के करीब होगा ठीक है आप इसे भी संदर्भित कर सकते हैं यह भी लगभग 20 होगा जो CO के दूसरी तरफ है अब अगर मैं इस अल्किल समूह के pKa को लेती हूं तो विशेष रूप से प्रोटॉन में pKa 50 के करीब होने वाला है क्योंकि यह कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है कार्बन फिर से कार्बन या हाइड्रोजेन से जुड़ा होता है तो इस तरह की स्थिति इस मामले में देखी जाती है कि pKa 50 के करीब है तो आपके पास जिस प्रकार के अटैचमेंट हैं उनके आधार पर आप इस विशेष सूची का उपयोग करके किसी भी प्रोटॉन के pKa का पता लगा सकते हैं पता करने के लिए अच्छी बात यह है कि pKa का उपयोग यह पता लगाने में कर सकते हैं कि पहले कौन सा प्रोटॉन निकलेगा तो अभी इस अणु में प्रोटॉन जो आधार द्वारा पहले निकलेगा वह है जिसमें सबसे कम pKa है तो अभी फेनोलिक OH कि फेनोलिक समूह पर हाइड्रोजन पहला प्रोटॉन होगा जो अम्ल और आधार अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करेगा अगला वह होगा जो उस कार्बोनिल समूह के बगल में है क्योंकि इसमें थोड़ा अधिक pKa है सही तो यह होगा अगले या तीसरे को जो बहुत मुश्किल से निकाला जाता है वह अल्किल समूह होगा ठीक है इसलिए मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगी कि प्रत्येक विस्तृत pKa को याद करने में समय बर्बाद न करें बल्कि इस सूची को याद रखें क्योंकि यह आपको अनुमानित मूल्य देता है इसलिए उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल में 5 का सटीक pKa नहीं है यह 48 कुछ 481 है लेकिन हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है हमें बस यह याद रखने की आवश्यकता है कि एसिटिक एसिडअम्ल जैसे कार्बोक्जिलिक एसिडअम्ल में 5 के करीब pKa होगा और यह हमारे लिए आगे बढ़ने और अधिकांश अणुओं की प्रतिक्रियाशीलता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है इसलिए रसायनज्ञ pKa के बारे में बहुत परवाह करते हैं क्योंकि यह हमें तेज गाइड लाइन देता है कि कैसे अभिक्रिया क्रियाविधि होने वाली है अम्ल आधार अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान में सबसे तेज कदमों में से एक हैं तो वे सबसे तेज़ कदमों में से एक हैं इसलिए वे पहले किसी भी दो अणुओं को अभिक्रिया देते हुए होंगे यदि एसिड बेस अम्ल आधार अभिक्रिया संभव है तो यह पहली अभिक्रिया होगी तो यही कारण है कि केमिस्ट pKa के साथ काम करना पसंद करते हैं और यौगिकों के क्रियाविधि का अनुमान लगाते हैं इसलिए अगली कक्षा में हम इस पर जाने वाले हैं कि क्यों विभिन्न प्रकार्यात्मक समूहों का विशेष pKa है